तो पहला व्याख्यान इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मूल बातें पर होने जा रहा है इसलिए इस व्याख्यान में हम आई ओ टी के पीछे विभिन्न मूलभूत अवधारणाओं और आवश्यक प्रौद्योगिकी कनेक्टिविटी उपकरणों से परिचित होने जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता है और यह जानने के लिए कि आई ओ टी कैसे बने हैं इसलिए हम इस व्याख्यान में इन सभी अवधारणाओं के बारे में एक समझ रखने जा रहे हैं लेकिन पहले आइए इस बारे में प्रेरित हों कि आई ओ टी की आवश्यकता क्यों है इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि बहुत जल्द सभी अलग अलग चीजें जो हम अपने आस पास देख रहे हैं और जो हमारे आसपास हैं वे सभी इंटरनेट के द्वारा काम करने वाले हैं वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए वर्तमान में हम सेवाओं के रूप में जो आनंद लेते हैं क्योंकि इंटरनेट आधारित सेवाएं मूल रूप से विभिन्न कंप्यूटरों और कंप्यूटिंग उपकरणों का एक कनेक्शन है इसलिए मूल रूप से यह बड़ा आई इंटरनेट है जो कि हम सभी का उपयोग करते हैं मूल रूप से एक वैश्विक नेटवर्क या विभिन्न कंप्यूटरों और कंप्यूटिंग उपकरणों पर काम करने वाला इंटरनेट है अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या कहता है कि इस इंटरनेट का दायरा विस्तृत होने जा रहा है इसलिए यह कंप्यूटिंग और कंप्यूटर उपकरणों से परे विस्तृत होने जा रहा है यह विभिन्न चीजों को आपस में जोड़ने जा रहा है जो भौतिक वस्तुएं जो हम अपने आस पास देखते हैं अलग अलग वस्तुएं जैसे एक कमरे में प्रकाश व्यवस्था रोशनी पंखे एयर कंडीशनर और कुछ भी चीजें सभी चीजें जैसे टूथब्रश माइक्रोवेव ओवन फ्रिज और भी बहुत कुछ और न केवल हमारे घरों में बल्कि हमारे व्यवसायों में भी जैसे इंटरनेट पर काम करने वाली विभिन्न मशीनें इंटरनेट पर काम करने वाले विभिन्न उपकरणों और भी बहुत कुछ इसलिए प्रत्येक और हर चीज जो हम अपने आस पास देखते हैं जिसका उपयोग हम अपने घर पर व्यवसायों में कार्यस्थलों में हर चीज इंटरनेट पर काम करती है इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स चीजों के इंटरनेट द्वारा काम करने की पूरी दृष्टि है अब ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जो अगर हम करना चाहते हैं तो उठने वाली हैं लेकिन इससे पहले हम इस बारे में भी चर्चा कर लें कि यह क्यों आवश्यक होने जा रही है क्यों इंटरनेट ऑफ थिंग्स इतना लोकप्रिय हो गया क्यों यह आवश्यक होने जा रहा है कारण यह है कि आई ओ टी की परिकल्पना समाज को व्यवसाय को और भी कई क्षेत्रों को उन्नत स्तर की सेवा प्रदान करने में सक्षम है इसलिए आई ओ टी आधारित तकनीक की मदद से उन्नत स्तर की सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं तो क्या होने जा रहा है ये अलग अलग चीजें कुर्सियां टेबल ये प्रकाश व्यवस्था आप घड़ी या कुछ भी जानते हैं और सब कुछ जो आप सोच सकते हैं ये सभी एम्बेडेड सिस्टम एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ फिट होने जा रहे हैं ताकि उनके पास उनसे जुड़ा हुआ कुछ बुनियादी कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म हो और तब वे उस विशेष इंटरनेट के विभिन्न नोड्स के रूप में काम करने जा रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स सही तो क्या होने जा रहा है कि ये सिस्टम ये चीजें सभी एम्बेडेड सिस्टम और इन एम्बेडेड सिस्टम के साथ साथ एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड प्रोसेसर एम्बेडेड संचार सिस्टम और भी बहुत कुछ सुसज्जित होने जा रही हैं इसलिए वे विभिन्न अन्य चीजों को जोड़ने में मदद करने जा रहे हैं जो उनके आसपास हैं और अनुप्रयोग की आवश्यकताओं के आधार पर व्यापार के विशिष्ट लक्ष्यों पर निर्भर करता है और फिर एक बड़ा इंटरनेट बनने जा रहा है जो वर्तमान इंटरनेट की तुलना में बहुत बड़ा कंप्यूटर है और वह इंटरनेट काम इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT है अब आई ओ टी आधारभूत तत्वों में से एक है जिसे स्मार्ट घरों और स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए उपयोग करने के लिए माना जाता है इसलिए वर्तमान में न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में स्मार्ट शहरों और स्मार्ट घरों को विकसित करने में बहुत रुचि है इसलिए IoT घर को स्मार्ट बनाने के लिए शहर को स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य सक्षम तकनीकों में से एक है इसलिए यह कैसे होने जा रहा है यह अधिक प्रत्यक्ष होने जा रहा है जैसे जैसे हम अलग अलग व्याख्यानों और विभिन्न पेचीदगियों के साथ आगे बढ़ेंगे जो इस जटिल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के निर्माण में मौजूद होंगे जोकि इस पाठ्यक्रम से गुजरने वाले विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से और भी प्रत्यक्ष होगी इसलिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह सरल कंप्यूटरों के कनेक्शन से परे विस्तार करने जा रहा है इसलिए हम आम तौर पर अलग अलग मशीनों अलग अलग उपकरणों को कनेक्ट या इंटरनेट से काम करने जा रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वायरलेस तकनीक का उपयोग करें जैसे कि वाई फाई सेलुलर तकनीके ब्लूटूथ ज़िगबी और विभिन्न अन्य वायरलेस तकनीकें जो हमारे लिए उपलब्ध हैं अब यह करने में सक्षम होने के लिए क्या होने जा रहा है क्योंकि चीजों की संख्या बहुत बड़ी है जो उपलब्ध कंप्यूटरों की संख्या से बहुत बड़ी है इसलिए यह इस विशेष में नोड्स की संख्या को नेटवर्क में बढ़ाने जा रहा है तो दूसरे शब्दों में आई ओ टी में बड़ी संख्या में नोड्स होने वाले हैं आई ओ टी इंटरनेटवर्क में बड़ी संख्या में नोड्स और प्रत्येक नोड के लिए अलग अलग अलग वस्तुओं या अलग अलग चीजों के अनुरूप जुड़ा होता है जो भौतिक दुनिया में मौजूद हैं इसलिए चीजें मूल रूप से जुड़ी चीजों की संख्या में विस्फोट करने वाली हैं कम समय में समय के साथ विस्फोट करने जा रही हैं इसलिए निकट भविष्य में इंटरनेट से जुड़ी चीजें 20 बिलियन के आंकड़े को पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है यह वही है जिसकी भविष्यवाणी की गई है इसलिए बड़ी संख्या में चीजें अरबों और वास्तव में अरबों और खरबों चीजों को इंटरनेटवर्क के साथ जोड़ा जा रहा है इसलिए इस बिंदु पर मुझे एक और बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि चीजों के इस इंटरनेटवर्क को दो अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है एक तरीका वर्तमान इंटरनेट के दायरे का विस्तार करना है इसका मतलब है यह एक तरीका है कंप्यूटर का इंटरनेट इसलिए आप विस्तार करते हैं इसलिए अनिवार्य रूप से इस विशेष दृष्टिकोण का उपयोग करके क्या होने जा रहा है ये सभी अलग अलग चीजें मौजूदा इंटरनेट से जुड़ने वाली हैं इसलिए इस इंटरनेट का और विस्तार होने जा रहा है यह वर्तमान में केवल जुड़े हुए कंप्यूटरों की तुलना में बहुत बड़ा होने जा रहा है यह पहला तरीका है अन्य दृष्टिकोण मूल से इन भौतिक वस्तुओं का एक अलग इंटरनेटवर्क बनाना है इसलिए एक मूल रूप से मौजूदा इंटरनेट का विस्तार कर रहा है और दूसरा एक अलग इंटरनेटवर्क है जो मूल से निर्मित होने वाला है इसलिए चाहे जो भी हम अपनाएं इनमें से प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी अलग चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करना है इसलिए हमारे पास जो अलग अलग प्रौद्योगिकियों का एकीकरण है बहुत अनिवार्य है इसलिए चीजों की इंटरनेटवर्क एक एकल तकनीक नहीं है भौतिक उपकरण विभिन्न प्रकार के भौतिक उपकरण हो सकते हैं जिनमें अलग अलग विन्यास अलग अलग विनिर्देशन आदि हो सकते हैं इनमें से प्रत्येक को क्लाउड प्रौद्योगिकी बिग डेटा मशीन लर्निंग नेटवर्किंग कंप्यूटर विज़न आप इसे नाम देते हैं जैसे विभिन्न अन्य प्रणालियों के माध्यम से समर्थित किया गया है और इन सभी विभिन्न तकनीकों को विद्युत विज्ञान से और कुछ यांत्रिक विज्ञान से भी आई ओ टी के निर्माण के लिए आवश्यक हैं इसलिए आई ओ टी की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए 2000 में हम जो देखने जा रहे हैं वह सर्वव्यापीता का एक नया युग है तो सर्वव्यापीता के इस युग में जो होने जा रहा है वह केवल यह नहीं है कि हम कहीं भी किसी भी स्थान पर जा रहे हैं इसका मतलब है कि किसी भी समय किसी भी जगह पर कनेक्टिविटी और इससे संबंधित सेवाएं इसका मतलब है इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी के विभिन्न प्रकार लेकिन यह भी कुछ भी जोड़ने की सेवा भी है इसलिए किसी भी समय कहीं भी कनेक्टिविटी है जो कि इस नए युग की सर्वव्यापकता में देखा जाने वाला है परिणाम स्वरूप अरबों खरबों चीजें होने वाली है मनुष्य हर एक जो भी जुड़ा हुआ है परिणाम स्वरूप क्या होने जा रहा है कि मनुष्यों की संख्या धरती पर जल्दी ही बहुत कम होने जा रहे हैं जो चीजें आई ओ टी के इंटरनेटवर्क से जुड़ी हुई हैं फल स्वरूप जल्द ही जी जो विभिन्न उपकरण है चीजें हैं बहुत सारा डाटा भेजने जा रही है इस डेटा को ठीक से हैंडल करना है इस डेटा का विश्लेषण करना है और यही हम अगले व्याख्यानो में से एक में पढ़ने जा रहे हैं तो क्या होने जा रहा है यह इंटरनेटवर्क जिस नए इंटरनेटवर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं वर्तमान इंटरनेट की तुलना में इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत व्यापक दायरे के साथ बहुत अधिक जटिल नेटवर्क वाला है और यह वर्तमान में दृष्टि है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इन सभी व्याख्यानों के बारे में जो हम इस विशेष पाठ्यक्रम से गुजरने वाले हैं अन्य सभी व्याख्यान जो हम करने जा रहे हैं वे विभिन्न चुनौतियों को कवर करने जा रहे हैं और इन विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कौन से विभिन्न उपकरण उपलब्ध हैं इसलिए हम जाने जा रहे हैं और हम इन सभी विभिन्न चुनौतियों और इस विशेष पाठ्यक्रम में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों से परिचित होने जा रहे हैं हम ज्यादातर उन विभिन्न अवधारणाओं को समझने जा रहे हैं जो उनके पीछे हैं और आमतौर पर क्योंकि यह एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम है हम इनमें से प्रत्येक अलग अलग प्रौद्योगिकियों से नहीं गुजरने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत अधिक विस्तार से उपलब्ध हैं लेकिन एक स्तर पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिजाइनिंग के लिए आवश्यक बुनियादी अवधारणाओं को समझने में हमारी मदद करेगा तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए अलग अलग सक्षम करने वाली प्रौद्योगिकियां हैं आर एफ आई डी वह है जिसे हम वर्तमान में बाजारों और समाज में विभिन्न स्थानों पर देखते हैं और जहाँ भी हम जाते हैं हम देखते हैं कि RFID तकनीक का उपयोग आर एफ आई डी टैग आर एफ आई डी रीडर का उपयोग किया जा रहा है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के निर्माण के लिए RFID आधारित उपकरणों की आवश्यकता होती है सेंसर एक और है जो मेरे अनुसार इंटरनेट ऑफ थिंग्स के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सक्षम डिवाइस या सक्षम तकनीक है सेंसर्स और एक्चुएटर्स वही हैं जो हम बहुत जल्द अगले व्याख्यानों में से एक में शामिल करने जा रहे हैं और बाकी चीजें अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस अलग अलग कनेक्टिविटी अलग अलग कम्युनिकेशन प्रतिमान और इसी तरह की हैं तो इन विभिन्न सेंसर RFID और विभिन्न अन्य भौतिक उपकरणों को जोड़ने के लिए इनकी आवश्यकता होती है जिन्हें आई ओ टी बनाने के लिए इंटरनेटवर्क होना आवश्यक है अंत में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी डोमेन में बहुत रुचि है तो लोग इंटरनेट ऑफ नैनो थिंग्स इंटरनेट ऑफ नैनो सेंसर आदि के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए आप जानते हैं कि क्या होने जा रहा है बहुत छोटे आकार के उपकरणों के क्रम नैनो आकार होने जा रहे हैं जिनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है उदाहरण के लिए ये नैनो कैप्सूल हो सकते हैं जिनका सेवन किया जा सकता है और अंत में जो आपके कार्य करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वे उत्सर्जित हो रहे हैं तो इन नैनो उपकरणों का उपयोग होने जा रहा है वे निगले जा रहे हैं और उपभोग हो रहे हैं और फिर आप एक बार जानते हैं कि कैप्सूल के रूप में किया जाता है वे जा रहे हैं इंटरनेटवर्क हो ये विभिन्न नैनो उपकरण ये नैनो कैप्सूल एक दूसरे से बात करने वाले हैं तो इन नैनो उपकरणों नैनो संचार उपकरणों की अवधारणा की जा रही है वर्तमान में लोग इन नैनो उपकरणों के निर्माण के बारे में सोच रहे हैं जिनका उपयोग इंटरनेट ऑफ नैनो थिंग्स बनाने के लिए किया जा सकता है इसलिए एक बार जब हमारे पास इंटरनेट ऑफ नैनो थिंग्स है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षितिज का और अधिक विस्तार होने जा रहा है इसलिए हम पहले ही देख चुके हैं कि जब हम आई ओ टी के बारे में बात कर रहे हैं तो यह ज्यादातर भौतिक वस्तुओं की नेटवर्किंग के बारे में है और ये भौतिक वस्तुएं एम्बेडेड हैं आप जानते हैं जो विभिन्न एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स जो आंतरिक अवस्थाओं या बाहरी वातावरण के साथ संवाद समझ और संचार करती हैं जिसमें वे काम कर रहे हैं इसलिए या तो वे एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं वे अपने अलग अलग अवस्थाओं को बदलते हैं या वे अंतर बाह्य वातावरण के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसमें वे काम कर रहे हैं आई ओ टी की अलग अलग विशेषताएँ हैं इसलिए सबसे पहले इस आई ओ टी को हम विकसित करते हैं जो कुशल होना चाहिए इसके लिए उन अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं की कुशलता से सेवा करनी होगी जिनके लिए वे बनाए हैं उन्हें मापनीय होना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि आई ओ टी सिस्टम में हम बड़ी संख्या में चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हम केवल लाखों चीजों के बारे में नहीं कह रहे हैं लेकिन कई अरबों और खरबों में हम स्केलेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे संबोधित किया जाना है इसलिए भले ही सेंसरों की संख्या और सेंसिंग डिवाइसेज आई ओ टी डिवाइसेज में वृद्धि होने जा रही हो समग्र नेटवर्क प्रदर्शन में समझौता नहीं किया जाना चाहिए तो आप जानते हैं कि यह नेटवर्क के संदर्भ में चुनौती है इसलिए नेटवर्किंग के नजरिए से यह एक चुनौती है जिस पर काम करना है यहां असंदिग्ध अर्थ और एड्रेस का आर्किटेक्चर है इसलिए इन सभी विभिन्न उपकरणों को पहले से ही हमने देखा है कि नियमित रूप से मौजूदा इंटरनेट संदर्भ में आई पी वी 4 संदर्भ में संबोधित करना एक बड़ा मुद्दा है इसलिए हम आईपी तकनीक डीएनएस वगैरह वगैरह की मदद से नामकरण और एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं हमने पहले ही देखा है कि इनका उपयोग वर्तमान इंटरनेट के संदर्भ में एड्रेसिंगऔर नामकरण की इन समस्याओं को जानने के लिए किया जा सकता है और अब जब हम इस बड़े पैमाने पर इंटरनेट का विस्तार कर रहे हैं इसलिए जो होने जा रहा है हम नामकरण और एड्रेसिंग के साथ एक बड़ी समस्या में शामिल होने जा रहे हैं इसलिए हमें अलग अलग नोड्स के नामकरण और एड्रेसिंग के लिए एक नया तंत्र चाहिए ये भौतिक नोड्स भौतिक वस्तुएं जो एम्बेडेड सिस्टम के साथ जुड़ी हैं तो एक और बात यह है कि संसाधन आवश्यकताओं के संदर्भ में इनमें से प्रत्येक नोड आमतौर पर बहुत कम शक्ति पर होता है है उनके पास बहुत कम संसाधन हैं और उन्हें आपको पता होना चाहिए कि जब भी उन्हें आवश्यकता नहीं होती है तो उन्हें स्लीपिंग मोड में रखना पड़ता है उन्हें नींद के चक्र से गुजरना पड़ता है इसलिए इसका मतलब है कि जब भी उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है वे सक्रिय नहीं हो रहे हैं उन्हें नींद की अवस्था में रखना पड़ता है और जब भी आवश्यकता होती है उन्हें सक्रिय करना पड़ता है ये उपकरण मोबाइल हो सकते हैं वे चल सकते हैं उदाहरण के लिए एक स्मार्टवॉच जिसे आप जानते हैं कि जो भी स्मार्टवॉच पहने हुए है जब वे चलते हैं तो यह नोड भी चलता है स्मार्टवॉच भी चलती है इसलिए इस तरह की गतिशीलता आई ओ टी नेटवर्क के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है उपकरणों की गतिशीलता और उप नेटवर्क की गतिशीलता भी संभव है इसलिए नेटवर्क का हिस्सा मोबाइल बन जाता है और चरम मामलों में बड़ा नेटवर्क भी मोबाइल बन सकता है इसलिए इस प्रकार के परिदृश्य में आईपी आधारित एड्रेस हमेशा बहुत उपयुक्त नहीं हो सकता है तो अलग अलग विकल्प क्या हैं अलग अलग लोग हैं विश्व स्तर पर विभिन्न शोधकर्ता जो आई ओ टी तकनीक पर काम कर रहे हैं कैसे नामकरण का एक अलग रूप हो सकता है नामकरण को इस आई ओ टी तकनीक के समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है और आंतरायिक कनेक्टिविटी जो आई ओ टी की एक और विशेषता है ये डिवाइस वे चलते हैं उन्हें नेटवर्क मिलता है और सबनेटवर्क विभाजन हो जाते हैं एक उपकरण जो किसी अन्य डिवाइस के साथ बाद के समय में कनेक्टिविटी में है वह कनेक्ट नहीं हो सकता है इसलिए यह एक और समस्या है जिसका ध्यान रखना होगा इसलिए उदाहरण के लिए यह अवसरवादी मोबाइल नेटवर्क है जो एक ऐसा विषय है जो इस विशेष समस्या इस तकनीक को संबोधित करने में मदद कर सकता है वेमंड तकनीक इस विशेष समस्या को दूर करने में मदद कर सकती है इसलिए अवसरवादी मोबाइल नेटवर्क नेटवर्क में विभिन्न नोड्स के बीच आंतरायिक संपर्क की समस्याओं को दूर करने के लिए उपयोगी हैं अनुप्रयोग डोमेन के संदर्भ में आप जानते हैं कि IoT विभिन्न अनुप्रयोगों डोमेन क्षेत्रों में आकर्षक है उदाहरण के लिए विनिर्माण और व्यापार स्वास्थ्य सेवा खुदरा सुरक्षा और भी बहुत कुछ इसलिए इन सभी के बीच यह अनुमान है कि आई ओ टी के साथ अधिकांश बाजार हिस्सेदारी एक व्यापार क्षेत्र में विनिर्माण के साथ जाती है इसलिए लगभग 402 है अगला है हेल्थकेयर और तीसरा है रिटेल सेक्टर और चौथा है आई ओ टी आधारित सिस्टमों की मदद से सुरक्षा निगरानी इत्यादि इसलिए जब हम व्यापार और विनिर्माण के बारे में बात करते हैं तो हम समग्र आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं विभिन्न उपकरणों को क्या पेश किया जाना है और विभिन्न सेंसर्स और एक्चुएटर्स उन पर फिट किए जा सकते हैं विभिन्न रोबोट मशीनरी का उपयोग किया जा सकता है व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए दूसरा हेल्थकेयर है हम पोर्टेबल हेल्थकेयर मॉनिटरिंग टेलीमेडिसिन के बारे में अधिक बड़े तरीके से बात कर रहे हैं इसका मतलब है बहुत दूरदराज के क्षेत्रों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं अस्पतालों नर्सिंग होम डॉक्टरों नर्सों से भी जोड़ा जा सकता है चाहे वे जहां भी हों वे अभी भी स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी कर सकते हैं जिसका वे इलाज कर रहे हैं इसलिए एक और पोर्टेबल स्वास्थ्य निगरानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग है इसलिए स्वचालित रूप से क्योंकि आप जानते हैं कि मेडिकल डोमेन रिकॉर्ड रखना एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्वचालित रूप से चीजों को रिकॉर्ड रखते हैं मेडिकल रिकॉर्ड संग्रहीत किए जाने वाले हैं वे संग्रहीत होने जा रहे हैं वे आपको जानते हैं कि हो सकता है कि उनसे कुछ सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए उनका और भी अधिक विश्लेषण किया जा सकता है और इसी तरह आई ओ टी तकनीक का उपयोग करने में अलग अलग दवा सेट सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जा सकता है खुदरा क्षेत्र के साथ साथ कार्यों के मामले में जैसे इन्वेंट्री ट्रैकिंग स्मार्टफोन क्रय उपभोक्ता विकल्पों की अनाम विश्लेषण ये अलग अलग चीजें हैं जो आई ओ टी तकनीक के उपयोग के माध्यम से कुशलतापूर्वक की जा सकती हैं सुरक्षा एक अन्य बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान है फिर रिमोट सेंसर और भी बहुत कुछ आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंटिंग आधारित या चेहरे की पहचान आधारित या अलग अलग आँखों की किरणों की पहचान जो आप जानते हैं इसलिए इन तकनीकों को IoT की मदद से जोड़ा और इस्तेमाल किया जा सकता है और आप जानते हैं कि इस प्रकार के सुरक्षा तंत्र विकसित किए जा सकते हैं अब जब हम अलग अलग उपकरणों के इस इंटरकनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह इंटरकनेक्शन या विभिन्न उपकरणों के बीच संपर्क वर्षों में विकसित हुआ है सबसे पहले इसकी शुरुआत इन व्यक्तिगत कैश मशीनों या एटीएम से इंटरनेटवर्क की गई थी वेब बहुत लोकप्रिय हो गया तो आप जानते हैं कि हर कोई इंटरनेट या वेब से जुड़ता है ताकि विभिन्न जानकारी तक पहुँच हो सके ईमेल इत्यादि भेजे जा सकें विभिन्न वेब उपयोगकर्ताओं द्वारा कई अलग अलग चीजें की जाती हैं वर्तमान में स्मार्ट पिकर मीटर तब लोकप्रिय हो गए तो एक शहर में विभिन्न घरों में स्मार्ट मीटर का उपयोग किया जाता है ये स्मार्ट मीटर वे प्रोग्राम किए जा सकते हैं और वे विभिन्न चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं यहां तक कि आप लोड बैलेंसिंग इलेक्ट्रिकल लोड बैलेंसिंग बिजली का कुशल उपयोग जैसे गैर पीक घंटे मूल्य निर्धारण के दौरान बिजली का उपयोग करने के लिए अलग अलग काम करने के लिए अपने घरों पर स्मार्ट मीटर प्रोग्राम कर सकते हैं तदनुसार मूल्य निर्धारण मैकेनिक सेवा के लिए अलग अलग विकल्प चुनते हैं सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई बिजली और फिर हमारे पास डिजिटल ताले हैं बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल लॉक बहुत लोकप्रिय हैं हमारे पास स्मार्ट हेल्थकेयर स्मार्ट वाहन स्मार्ट सिटी और स्मार्ट डस्ट हैं तो ये अलग अलग प्रौद्योगिकियां हैं जो विकसित हुई हैं ये अलग अलग जुड़ी हुई हैं जो आप जानते हैं कि डिवाइस आधारित प्रौद्योगिकियां जो वर्षों से विकसित हुई हैं इसलिए एटीएम और वेब अब तक अपेक्षाकृत पुराने हैं एक 1970 के दशक से आता है और दूसरा 1990 के दशक से लेकिन स्मार्ट मीटर 2000 के दशक में बहुत लोकप्रिय हो गए डिजिटल ताले वर्तमान में बहुत लोकप्रिय हैं इसलिए स्मार्टफ़ोन का उपयोग आपके घरों में या आपके व्यवसायों और इन लॉक की हुई चाबियों आदि को दूर से लॉक करने और अनलॉक करने के लिए ताले के रूप में किया जा सकता है उन्हें आसानी से बदला जा सकता है और किसी विशेष सुविधा तक पहुंच दी जा सकती है एक व्यवसाय कर्मचारियों या अलग अलग मेहमानों में से एक का मतलब है उन्हें पारंपरिक तालों की तुलना में बहुत आसानी से डिजिटल ताले के माध्यम से विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जा सकती है d स्मार्ट हेल्थकेयर से जुड़े वाहन स्मार्ट वाहन जिन्हें आप जानते हैं ये काफी सामान्य स्मार्ट शहर हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यह न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय है इसलिए स्मार्ट सिटी में लोग विभिन्न स्मार्ट बुनियादी ढांचे को तैनात करने की बात कर रहे हैं ये बुनियादी ढांचे जो एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं उनका उपयोग अलग अलग मालिकों द्वारा किया जा सकता है और एक शहर में अलग अलग संचालन और विभिन्न कार्यालयों के विभिन्न कार्यों आदि इसलिए इन सभी चीजों कार्यालयों और विभिन्न अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इन सभी चीजों की निगरानी की जा सकती है और संचालन को और अधिक आसानी से और साथ ही सूचना प्रसार में सुधार किया जा सकता है क्योंकि आप इन सभी विभिन्न उपकरणों को जानते हैं वे आम तौर पर सेंसर से सुसज्जित होते हैं तो ये सेंसर बहुत सारा डाटा भेजने वाले हैं तो इस विशेष डेटा का प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है इस विशेष डेटा को संभालना बहुत महत्वपूर्ण है स्मार्ट शहरों के संदर्भ में स्मार्ट डस्ट एक और चीज है जहां कंप्यूटर जो रेत के एक दाने से छोटे होते हैं उन्हें मिट्टी में रसायनों को मापने या मानव शरीर में समस्याओं का निदान करने के लिए लगभग कहीं भी फैलाया या इंजेक्शन लगाया जा सकता है इसलिए आधुनिक दिन में IoT लोग विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे स्मार्ट पार्किंग संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी शोर शहरी मानचित्रों के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब है एक विशेष शहर में शोर के नक्शे या एक शहरी पर्यावरण स्मार्टफोन डिटेक्शन ट्रैफिक स्थिति स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम अपशिष्ट प्रबंधन स्मार्ट रोड रिवर फ्लड मॉनिटरिंग स्मार्ट ग्रिड टैंक मॉनिटरिंग वाटर टैंक वगैरह टैंक लेवल मॉनिटरिंग फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन वाटर फ्लो मॉनिटरिंग स्टॉक गणना विभिन्न तरल पदार्थों की पहुंच नियंत्रण उपस्थिति और भी बहुत कुछ बड़ी संख्या में अनुप्रयोगों की परिकल्पना की गई है वास्तव में आप जानते हैं कि कई IoT उन्मुख सिस्टम पहले से ही बनाए गए हैं वे प्रोटोटाइप किए गए हैं कुछ एक साधारण प्रोटोटाइप की तुलना में बहुत अधिक उन्नत किए गए हैं और इनका उपयोग न केवल इन अनुप्रयोगों की सेवा के लिए किया जा सकता है जिनका मैंने केवल उल्लेख किया है बल्कि बड़ी संख्या में विभिन्न अन्य प्रकार के अनुप्रयोग भी हैं उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा अंतरिक्ष अनुप्रयोग और इतने पर और आगे संख्या कई है और आप कहीं भी देखते हैं कि एक समस्या है काफी संभावना है कि IoT उपयोग उस विशेष समस्या के समाधान की दक्षता में सुधार करने के लिए किया जा सकता है वन फायर डिटेक्शन वायु प्रदूषण की निगरानी बर्फ के स्तर की निगरानी भूस्खलन की निगरानी और हिमस्खलन की रोकथाम जैसे विभिन्न अन्य अनुप्रयोग वास्तव में हमारे देश में भूस्खलन की निगरानी करते हैं ऐसे विभिन्न संस्थान हैं जो भूस्खलन की निगरानी के लिए पहले से ही सिस्टम विकसित कर चुके हैं इसलिए इसके विवरण में शामिल हुए बिना मुझे आगे बढ़ना चाहिए इसलिए हमारे पास भूकंप का जल्द पता लगाने और निगरानी करने के लिए भूकंपीय प्रणाली है भूकंपीय सेंसर विकसित किए गए हैं उन्हें जोड़ा जा सकता है वे इंटरनेट पर काम कर सकते हैं और इसी तरह जल वितरण प्रणाली में जल रिसाव की निगरानी एक शहर में जल संचरण प्रणाली विकिरण स्तर की निगरानी विस्फोटक अनन्य निगरानी और खतरनाक गैस निगरानी आपूर्ति श्रृंखला नियंत्रण एनएफसी भुगतान बुद्धिमान खरीदारी अनुप्रयोगों और स्मार्ट उत्पाद प्रबंधन जैसा कि मैं आपको इससे पहले बता रहा था कि आप वास्तव में समाज के किसी भी क्षेत्र में जीवन के किसी भी क्षेत्र में IoT अनुप्रयोगों के बारे में सोच सकते हैं इसलिए IoT के निर्माण के लिए जो अपेक्षा की जाती है वह है खरबों सेंसर अरबों स्मार्ट सिस्टम लाखों एप्लिकेशन जिनमें से सभी इंटरनेटवर्क होने जा रहे हैं आई ओ टी के निर्माण के लिए उन्हें निर्माण के लिए तुल्यकालिक किया जाता है आई ओ टी के विभिन्न समर्थकों के संदर्भ में प्रौद्योगिकियों को सक्षम करने के संदर्भ में हमारे पास कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से अलग अलग प्रौद्योगिकियां हैं जैसे कि आप स्मार्ट घरों स्मार्ट कारखानों और भी बहुत कुछ विभिन्न सेंसर फिट किए जा सकते हैं और फिर हमारे पास आर एफ आई डी ज़िगबी वाई फाइ सेलुलर कनेक्टिविटी 6 लौपन लॉरा इत्यादि जैसे विभिन्न कनेक्टिविटी ऑफ़र करने वाले डिवाइस भी हैं इसलिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था की कार्यान्वयन के संदर्भ में विभिन्न कनेक्टिविटी की पेशकश करने वाली तकनीकों की आवश्यकता होती है और कारखानों के घर जो आप बैंकों और परिवहन क्षेत्र कृषि को जानते हैं आप स्वास्थ्य सेवा और भी बहुत कुछ इन सभी विभिन्न तकनीकों की आवश्यकता होती है और दूसरी सक्षम तकनीक बड़े डेटा गहरी शिक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेंसर नेटवर्क नियमित नेटवर्क नियमित वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क जैसी चीजें हैं इसलिए ये सभी IoT इमारतों के लिए अलग अलग समर्थक हैं कनेक्टिविटी के संदर्भ में आमतौर पर कनेक्टिविटी सेवा की तीन परतें होती हैं सेवा परत स्थानीय कनेक्टिविटी और वैश्विक कनेक्टिविटी वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास इंटरनेट है स्थानीय कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास गेटवे जैसे घटक हैं और विभिन्न संचार तकनीकों का उपयोग करके सेवा स्तर के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि विभिन्न सेवाओं को विभिन्न एप्लिकेशन क्षेत्रों में पेश किया जा सकता है जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल कृषि जिसे आप व्यवसाय जानते हैं कारखानों पौधों बैंकों और भी बहुत कुछ बेसलाइन प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में कुछ आधारभूत प्रौद्योगिकियाँ हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एक है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में एक मशीन सीधे दूसरी मशीन से बात करती है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के दूसरी मशीन से संचार करती है हमारे पास साइबर भौतिक प्रणालियाँ हैं जहाँ साइबर भौतिक प्रणालियाँ मूल रूप से कंप्यूटर और कनेक्टिविटी कम्प्यूटेशनल और कनेक्टिविटी तंत्र से सुसज्जित हैं तो हमारे पास एक साइबर भौतिक प्रणाली है जो हाथ से काम करती है साइबर 1 सिस्टम का साइबर घटक सिस्टम के भौतिक घटक के साथ हाथ से काम करता है तो हमारे पास साइबर भौतिक प्रणाली है हमारे पास चीजों की वेब है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वेब व्यक्ति की तरह है तो आईओटी और एम 2 एम ये लगभग हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं लेकिन एक अंतर है एम 2 एम सिर्फ दो मशीनों या दो उपकरणों के बीच संचार और बातचीत के बारे में चिंतित है जैसे क्लाउड नियमित इंटरनेट और इतने पर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना इत्यादि IoT के मामले में IoT का दायरा बहुत बड़ा है इसलिए IoT में हम न केवल मशीन से मशीन संचार के बारे में बात कर रहे हैं बल्कि विभिन्न अन्य चीजें भी तो M2M को IoT का एक हिस्सा माना जा सकता है जबकि M2M मानकों का IoT मानक परिदृश्य में एक प्रमुख स्थान है हालाँकि IoT में M2M की तुलना में व्यापक गुंजाइश है तो बातचीत की व्यापक रेंज हो सकती है और बस मशीन से मशीन बातचीत के लिए नहीं वे न केवल मशीनों और मशीनों की चीजों और चीजों के बीच बातचीत कर सकते हैं बल्कि चीजों और लोगों चीजों और अनुप्रयोगों और अनुप्रयोगों वाले लोगों के बीच भी हो सकते हैं IoT और वेब ऑफ थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वेब ऑफ थिंग्स अक्सर एक और समान होने के लिए उलझन में हैं लेकिन एक अंतर है वेब ऑफ थिंग्स मूल रूप से वेब आधारित तकनीकों के उपयोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है जैसे एचटीएमएल 5 जावास्क्रिप्ट अजाक्स पीएचपी और भी बहुत कुछ नियमित IoT को अधिक स्मार्ट और सुलभ बनाने के लिए IoT के बारे में बात करते समय बहुत सारी अन्योन्याश्रित निर्भरताएं होती हैं IoT में उन लोगों के इंटरनेट के साथ समानता है जिनके पास IoT विभिन्न उद्योग उन्मुख मशीनों का उपयोग करके IOP से अलग लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसलिए उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है तो हमारे पास स्मार्ट कारखाने हैं स्मार्ट कारखानों में रोबोट आभासी वास्तविकता का उपयोग किया जा सकता है और इसी तरह किसी के पास उद्योग 40 हो सकता है जो आधुनिक दिन के मशीनीकरण या वर्तमान दिन की योजनाओं और उद्योगों के सुधार के लिए एक दृष्टिकोण है एक और इंटरनेट ऑफ एनवायरनमेंट Internet of environment पर्यावरण है हमारे पास सीपीएस है जो मूल रूप से साइबर फिजिकल सिस्टम है जहां ये सिस्टम मूल रूप से स्वायत्त रूप से संचालित होते हैं और ये सीपीएस सिस्टम वास्तव में एक IoT दुनिया में हो सकते हैं ये अलग अलग सीपीएस सिस्टम इस विशेष इंटरनेट में एक साथ इंटरनेटवर्क किये जा सकते हैं इसका मतलब है हमारे पास एम 2 एम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का इंटरनेट ऑफ थिंग्स है मैंने आपको पहले ही उल्लेख किया है कि स्मार्ट होम मशीनों में क्या हो सकता है जैसे कि प्रकाश व्यवस्था शीतलन प्रणाली से सीधे बात कर सकती है शीतलन प्रणाली से बात कर सकती है पंखों से सीधे संवाद कर सकती है पंखे मोबाइल फोन से संवाद कर सकते हैं सीधे या मोबाइल फोन से सीधे पंखे से संपर्क कर सकते हैं इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग मशीनों के बीच आपको पता है कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संचार हो सकता है और इसे M2M के रूप में जाना जाता है इसलिए इसके साथ हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं और हम व्याख्यान के अगले भाग में परिचय के साथ आगे बढ़ेंगे हैं अब तक जो हमने समझा है वह इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मूल बातें हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पीछे की प्रेरणा विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्र विभिन्न मुख्य बिंदु जो चुनौतियां शामिल हैं और जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं तो हम भविष्य में क्या कल्पना कर रहे हैं